आपका स्वागत है छात्रों हम अनुसूची तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और विक्रय बजट और विक्रय संग्रह बजट तैयार करने के बाद जैसा की मैंने पिछली कक्षा में चर्चा किया था अब हमें खरीद बजट या खरीद अनुसूची या खरीद बजट अनुसूची तैयार करना था इसलिए यद्यप्पी मैंने इन स्तंभों को पिछली कक्षा में भी तैयार किया था लेकिन अब हम इसे एक बार फिर से तैयार करते हैं और हम यहां कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि कहिये खरीद बजट खरीद बजट सही हैं तो जल्दी से हमें यहाँ चीजों को रखना चाहिए प्राथमिक ब्यौरा महीना है आम तौर पर हम तीन महीने के लिए बजट तैयार कर रहे हैं जो कि जनवरी फरवरी और मार्च है ठीक हैं लेकिन यहाँ हमें एक पिछले महीने के लिए भी खरीद अनुसूची तैयार करना है और वो महीना है दिसंबर का अब यहाँ हम दिसंबर के महीने को क्यों शामिल कर रहे हैं यदि आप इस केस को देखते हैं तो पाएंगे इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है आवश्यकता यह है कि मान लिया जाये कि माल की कीमत औसतन 4 डॉलर प्रति पतंग है किसी भी महीने के दौरान खरीद पर भुगतान किया जाता है अगले महीने पूरा भुगतान किया जाता है सही तो अंत में अगली अनुसूची खरीद संवितरण अनुसूची तैयार करते समय हमें पिछले महीने की खरीद के लिए जनवरी के महीने में भुगतान करना होगा और पिछला महीना दिसंबर है तो इसके लिए हमें उन खरीदों की मात्रा का पता लगाना होगा जो फर्म ने दिसंबर के महीने में की हैं क्योंकि यदि आप उस आंकड़े को नहीं जानते हैं तो हम जनवरी के महीने में भुगतान नहीं कर पाएंगे इसलिए अगली अनुसूची यानि खरीद संवितरण अनुसूची तैयार करते समय समस्या आएगी क्योंकि दिसंबर के महीने के लिए हम जनवरी में भुगतान कर रहे हैं जनवरी की खरीद के लिए हम फरवरी में भुगतान कर रहे हैं और फरवरी की खरीद के लिए हम मार्च में भुगतान कर रहे हैं ठीक है ना इस तरह से हम एक महीने बाद भुगतान कर रहे हैं इसलिए हमें यह करना है कि दिसंबर के महीने को भी इस अनुसूची में शामिल करना होगा हालाँकि हमने दिसंबर के महीने को पहले की अनुसूची में शामिल नहीं किया है क्योंकि हम तीन महीने के लिए बजट तैयार कर रहे हैं जो तिमाही जनवरी से मार्च है लेकिन हमें दिसंबर को शामिल करना होगा क्योंकि दिसंबर की खरीद का भुगतान चालू तिमाही में करना होगा जो कि तिमाही के पहले महीने में है यानि जनवरी ठीक है ना इसलिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था हम वांछित एंडिंग इन्वेंटरी के साथ शुरू करते हैं तो वांछित एंडिंग इन्वेंटरी क्या है यह कितना होने जा रहा है मैं इन्वेंट्री के लिए संक्षेप में लिख रहा हूं या क्योंकि जगह की कमी है तो वांछित एंडिंग इन्वेंटरी कितना है एक वांछित एंडिंग इन्वेंटरी क्या है यहां हमें इस मामले में दिया गया है कि वांछित एंडिंग इन्वेंट्री 39050 डॉलर मूल्य की क्लोजिंग इन्वेंटरी के बराबर की थी इसका मतलब है कि यह दिसंबर महीने में वांछित एंडिंग इन्वेंटरी थी इसलिए हमें 39050 डॉलर लेना होगा और इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोड़ना होगा इसमें हमें वर्तमान वस्तुओं की विक्रय लागत को जोड़ना होगा हमें यहाँ वर्तमान महीने में बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत को जोड़ना होगा तो चालू महीने में कितना माल बेचा जाना है चालू माह के लिए बिक्री कितनी है दिसंबर महीने के लिए बिक्री 25000 है इसलिए दिसंबर महीने में बेची गई वस्तुओं की लागत आधी है जो कि बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत है कुल बिक्री हैं 25000 तो बेची गई वस्तुओं की लागत होगी 12500 डॉलर है ना तब यह आपको कुल आवश्यकता कुल रहतिया आवश्यकता देता है कुल रहतिया की आवश्यकता कितनी है यह आप आसानी से गणना कर सकते हैं यह इन दोनों का योग है और यह पाँच है फिर यह एक है और फिर यह पाँच पाँच शून्य है तो यह कितना डॉलर है कुल 51550 डॉलर की रहतिया की खरीद करनी होगी अंतिम रहतिया को 39050 रखने के लिए और फिर वर्तमान आवश्यकता कुल बिक्री की केवल 50 प्रतिशत जो की 12500 डॉलर है तो कुल रहतिया की आवश्यकता होगी 51550 डॉलर हम इसे प्रारंभिक रहतिया कह सकते हैं प्रारंभिक स्टॉक क्या है प्रारंभिक स्टॉक हमारे पास कितना है आपको यह जानकारी दी गई है कि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 30 नवंबर को 16000 डॉलर था तो नवंबर महीने की अंतिम स्टॉक दिसंबर के महीने के लिए प्रारंभिक रहतिया है इसलिए हमें इसे घटाना होगा ये पिछले महीने से हमारे पास उपलब्ध है तो इसका मतलब है कि खरीद की राशि क्या है कुल आवश्यकता 51550 डॉलर है और प्रारंभिक रहतिया घटाने के बाद जो शेष है वह राशि हमारे पास उपलब्ध है तो खरीद कितनी होगी है शेष राशि क्रय राशि है और यह कितनी है दिसंबर के महीने 35550 डॉलर की खरीद की जाएगी जिसका भुगतान अगले महीने में किया जाएगा इसलिए हमें अनुशुची में इस जानकारी की आवश्यकता थी और इसलिए हमने दिसंबर महीने के लिए क्रय बजट तैयार किया अब इसी तरह हम जनवरी के महीने के लिए देखते हैं कि क्रय की यहां क्या स्थिति है पहली जनवरी को क्रय तब तक बंद रहेगा जब तक रहतिया 6000 डॉलर न पहुच जाए अब अंतिम रहतिया 6000 डॉलर होगी क्योंकि फर्म जेआईटी को लागू करेगी तो हम अंतिम रहतिया के रूप में कितना रखना चाहते हैं यह 6000 डॉलर होगी और अब आप बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत जोड़ते हैं बिक्री मूल्य क्या है 62000 डॉलर तो इसका 50 परसेंट कितना होगा 31000 डॉलर की खरीद तो कुल आवश्यकता कितनी है कुल आवश्यकता 37000 डॉलर होगी हमारे पास प्रारंभिक रहतिया कितनी है प्रारंभिक रहतिय पिछले महीने की अंतिम रहतिया है अंतिम रहतिया 39500 थी तो इसका मतलब है कि जो उपलब्ध है वही आवश्यक है और यह उपलब्ध है तो क्रय की राशि कितनी है अंततः शुन्य डॉलर की खरीद होगी क्योंकि हमारी आवश्यकता उपलब्ध स्टॉक से कम हैं इसलिए हम जनवरी के महीने में कुछ भी खरीदने नहीं जा रहे हैं और जब आप जनवरी के महीने में कुछ भी नहीं खरीदने जा रहे हैं तो फिर फरवरी के महीने में किसी भी तरह की खरीदारी के लिए भुगतान नहीं करेंगे इसी तरह अब हम हर खरीद के महीने के लिए देखते हैं वांछित अंतिम रहतिया अब फिर से 6000 हो जाएगी क्योंकि फर्म में जेआईटी को लागू करने के बाद यह रहतिया की अधिकतम जिस सूची को फर्म रखना चाहता है उसका अंतिम स्तर है तो यह 6000 डॉलर है और विक्रय की जाने वाली माल की लागत क्या है 37500 इसलिए कुल आवश्यक रहतिया कितनी है यह 43500 डॉलर के बराबर है और प्रारभिक रहतिया क्या है हमारे पास प्रारभिक रहतिया कितना है हमारी आवशयकता 43500 डॉलर है यहाँ अंतिम रहतिया 39050 थ इसलिए यह कुल उपलब्ध सामग्री थी उस पिछले महीने में हमारी आवश्यकता 37000 डॉलर थी इसका मतलब है कि हमारे पास 2050 डॉलर का अधिशेष है और साथ ही 6000 डॉलर और है तो कुल प्रारंभिक रहतिया हमारे पास क्या है यह अभी 8050 डॉलर मूल्य के बराबर है इसलिए अंत में आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कुल आवश्यकता क्या है यह हमारे पास उपलब्ध है इसलिए इस महीने में क्रय 35450 डॉलर का होने वाला है यह फरवरी माह के लिए हमारी खरीदारी की आवश्यकता है इसी तरह अब हम मार्च के लिए करते हैं मार्च में फिर से इन्वेंट्री की आवश्यकता हैं अंतिम रहतिया हम 6000 डॉलर रखना चाहते है इस मामले में अब बेचे जाने वाला सामान की लागत क्या है बिक्री क्या हैं यह 38000 है इसलिए वर्तमान महीने में बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत के लिए हमारी क्रय आवश्यकता 19000 होगी कुल आवश्यकता 25000 डॉलर होगी सही है और अब हमारे पास आरंभिक रहतिया कितना है हमारे पास आरंभिक रहतिया वह है जिसका पहले ही उपयोग कर चुके हैं इसलिए यह अंतिम रहतिया 6000 है इसलिए इसका मतलब है कि वर्तमान खरीद 19000 डॉलर मूल्य होगी इसलिए आप आसानी से दिसम्बर में खरीदी जाने वाली रहतिया की गणना कर सकते है जो 35500 है जनवरी में यह शुन्य है हम कुछ भी खरीदना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रहतिया उपलब्ध है फरवरी में 35450 और फिर मार्च में 19000 डॉलर मूल्य की रहतिया हम खरीदना चाहते हैं तो यह वही खरीद की कुल राशि है जो हमें पता लगाना था या हमें पता चला है और खरीद की मात्रा का पता लगाने के लिए सरल सूत्र है अंतिम रहतिया जोड़ वर्तमान अवधि में बेची जाने वाली माल की लागत घटाव आरंभिक रहतिया यह क्रय की राशि बता देगी और इस तरह यह शेड्यूल तैयार है अब हम अगले शेड्यूल को लेंगे जो क्रय संवितरण अनुसूची या क्रय संवितरण बजट कही जाती है ठीक है अब फिर से वही स्तम्भ वही प्रक्रिया भुगतान के लिए क्या शर्त है भुगतान के लिए शर्त यह है कि किसी भी महीने की खरीद का भुगतान अगले महीने के दौरान पूर्ण रूप से किया जाता है बहुत ही सरल तरीका है हमने पहले ही पता लगा लिया है कि खरीदारी कितनी है इसलिए हम भुगतान करने जा रहे हैं तो यह शत प्रतिशत होगा पिछले महीने की क्रय का 100 प्रतिशत पिछले महीने की खरीदारी का सौ प्रतिशत हम भुगतान करने जा रहे हैं तो दिसंबर के महीने में हम दिसंबर के महीने के लिए बजट तैयार नहीं कर रहे हैं इसलिए अब हम दिसंबर को भूल जाएंगे लेकिन हम इस आंकड़े का उपयोग करेंगे यह आंकड़ा 35550 है इसलिए अब आप जनवरी के महीना के लिए सीधे निकालेंगे क्योंकि हम तिमाही का तैयार कर रहे हैं एक जनवरी से मार्च की तिमाही तो जनवरी के महीने में हम कितना भुगतान करने जा रहे हैं पिछले महीनों के 100 प्रतिशत क्रय के लिए तो पिछली खरीद क्या हैं हम 35500 डॉलर जनवरी के महीने में भुगतान करने जा रहे हैं और अब बताइए कि फरवरी के महीने में क्या हम कुछ भी भुगतान करने जा रहे हैं नहीं क्योंकि जनवरी के महीने में खरीदारी शून्य है इसलिए फरवरी के महीने में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और मार्च में हम कितना भुगतान करने जा रहे हैं हम 35450 का भुगतान करने जा रहे हैं मार्च के महिने में फिर अंत में वह राशि जो हमने मार्च के महीने में क्रय करने में खर्च की थी 19000 है जिसका भुगतान अगले महीने यानी अप्रैल में किया जाएगा इसलिए यह राशि यहाँ देय खातों के रूप में दिखाई जाएगी और यह कहा दिखाई जाएगी तल पट में देयता के रूप में अर्थात देय खाते कितने हैं जनवरी के महीने में शुन्य फरवरी के महीने में भी शुन्य और मार्च के महीने में यह कितना है यह 19000 है तो खरीद के लिए कुल संवितरण कितना होगा जनवरी के महीने में 35500 फरवरी के महीने में कुल भुगतान कुछ भी नहीं और मार्च के महीने में फिर से आपको यह आंकड़ा नहीं लेना है क्योकि यह है देय खाता तो भुगतान कितना होगा क्रय की कुल राशि 35450 है जिसका हम भुगतान करते हैं या उस राशि का संवितरण करते है क्रय के लिए तो ये खरीद के लिए कुल संवितरण हैं और यह वास्तव में खरीद संवितरण अनुसूची है अब हमें अन्य अनुसूची या बजट तैयार करना होगा और इस मामले में पिछले मामले की तरह हमने देखा है कि हम परिचालन खर्चों के लिए भी बजट तैयार कर रहे हैं क्योंकि परिचालन खर्चों की जानकारी हमें बहुत स्पष्ट नहीं दी गई थी इसलिए हमें परिचालन खर्चों के लिए भी बजट तैयार करना होगा लेकिन इस मामले में किसी अनुसूची की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परिचालन व्यय बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिया जाता है मासिक परिचालन व्यय निम्नानुसार हैं और ये हैं मजदूरी और वेतन बीमा मूल्यह्रास विविध और किराए इसी तरह बिना किसी अनुसूची तैयार किये हम सरल सटीक और सीधे जानकारी इस मामले से अगले विवरण के लिए ले सकते है इसलिए अब सभी अनुसूची तैयार हैं हमने चार उत्पादन अनुसूची तैयार किए हैं प्रथम बिक्री बजट शेड्यूल या बिक्री बजट दूसरा बिक्री संग्रह बजट तीसरा खरीद बजट और चौथा खरीद संवितरण बजट है और अब हम तीन प्रमुख विवरण तैयार करेंगे पहले नकद बजट फिर हम लाभ और हानि खाता तैयार करेंगे और फिर तल पट इसलिए अब अगला विवरण जिसे हम तैयार करने जा रहे हैं वह है कैश स्टेटमेंट या नकद बजट सही है यह फिर से बहुत बहुत दिलचस्प विवरण होने जा रहा है यह बहुत बहुत दिलचस्प बजटहै और जैसा कि हमने पहले किया था हम उसी तरह बजट तैयार करेंगे उसी रूप में नकद बजट और फिर से हमारे पास तीन महीने का विवरण होगा और हम किसी भी महीने में नकदी के शुरुआती जमा के साथ शुरू करेंगे और उस महीने के लिए नकदी के समापन जमा का पता लगाकर समाप्त करेंगे और उस महीने के लिए नकदी का समापन शेष अगले महीने के लिए प्रारंभिक शेष हो जाएगा और फिर दुसरे महीने का समापन शेष तीसरे महीने के लिए प्रारंभिक शेष हो जाएगा इस तरह हमें मार्च महीने के अंत में या तिमाही के अंत में समापन शेष राशि का पता लगाना होगा यह समापन नकद शेष तल पट पर पर जायेगा और यह परिसंपत्ति पक्ष का हिस्सा होगा तो आइए जनवरी के महीने से शुरू होने वाले तीन महीनों के लिए नकद बजट तैयार करना शुरू करें तो यह नकद बजट है सही है और अब हम विवरणों के साथ शुरू करते हैं यह जनवरी का महीना है यह फरवरी का महीना है और यह मार्च माह है हमें जनवरी महीने के साथ शुरू करना होगा और हम नकदी के शुरुआती जमा के साथ शुरू करेंगे हमें यह पता लगाना होगा कि नकदी का प्रारंभिक शेष क्या है दिसंबर के महीने का समापन शेष क्या है डॉलर 5000 यह जनवरी के महीने के लिए शुरुआती शेष बन जाएगा तो हम इसके साथ शुरू कर रहे हैं यह डॉलर 5000 है यह नकदी का शुरुआती शेष है और नकदी का न्यूनतम वांछित शेष क्या है फिर हमें इस केस से यह पता लगाना होगा कैश का न्यूनतम वांछित शेष हमें यहां दिया गया है हम प्रत्येक महीने में 5000 डॉलर का न्यूनतम कैश बैलेंस रखना चाहते हैं तो इस मामले में न्यूनतम वांछित नकद शेष कितनी है डॉलर 5000 सही है अब परिचालन के लिए कितना नकद उपलब्ध है हमारे पास 5000 हैं हम सुरक्षा स्टॉक के रूप में न्यूनतम शेष 5000 के रूप में रखना चाहते हैं इसलिए यहां उपलब्ध नकद शून्य है हमारे पास इस महीने में परिचालन के लिए कोई नकदी उपलब्ध नहीं है यह सब संग्रह पर निर्भर नहीं करेगा हमारे पास कितने बिक्री संग्रह हैं उन संग्रहों से संवितरण के लिए भुगतान करना होगा और अंत में हमें यह देखना होगा कि क्या नकदी का शुद्ध संतुलन सकारात्मक है या नकारात्मक यदि यह सकारात्मक है तब ठीक है तो यह जनवरी के महीने के लिए नकदी का समापन शेष बन जाएगा लेकिन अगर यह नकारात्मक है तो हमें वित्तपोषण के लिए जाना होग वित्तपोषण की व्यवस्था बैंक से उधार लेकर करनी होगी और हमें दिए गए उधार के लिए शर्त यह है कि उधार महीने की शुरुआत में होना है और भुगतान महीने के अंत में होना चाहिए अर्थात ऋण का पुनर्भुगतान महीने के अंत में होना है और उधार हमेशा 500 डॉलर के गुणक में होना चाहिए और ब्याज को 10 प्रतिशत की दर से निकटतम 1 डॉलर में भुगतान करना होगा तो अब हम नकद प्राप्ति और संवितरण नकद प्राप्ति संवितरण को देखते हैं यह मुख्य शीर्षक है अब नकद प्राप्तिया पहली बिक्री से आ रही हैं या आप इसे बिक्री संग्रह कह सकते हैं बिक्री से संग्रह कितना होने वाला है बिक्री से संग्रह कितना होने जा रहा है हमें पता लगाना है हमें अनुशुची को देखना होगा इस महीने में बिक्री से कितना संग्रह है हमारे पास जनवरी के महीने के लिए बिक्री संग्रह 47200 है यह 47200 का आंकड़ा नकद बजट में जाएगा इसका मतलब है कि बिक्री से डॉलर 47200 है कोई और संग्रह नहीं संग्रह का कोई अन्य स्रोत नहीं है केवल बिक्री से संग्रह हम यहां लेने जा रहे हैं अब संवितरण तो पहला संवितरण माल के क्रय के भुगतान के लिए ह माल की खरीद के लिए हमें कितना भुगतान करना है हमने पहले ही इसकी गणना कर ली है और वह भुगतान जो हम जनवरी के महीने में करने जा रहे हैं वह है 35550 तो यह पहला भुगतान है जिसे हम करने जा रहे हैं वह है 35550 इसे कोष्ठक में रखें क्योंकि यह नकारात्मक आंकड़ा है यह अंदर नहीं आ रहा है यह बाहर जा रहा है अगला है आगे क्या है व्यय के मद है उदाहरन के लिए व्यय का अगला मद आप ले सकते हैं किराया यदि आप किराया लेते हैं तो किराया कितना है सामान्य मासिक किराया 250 डॉलर है एक शर्त यह है कि किसी भी तिमाही के 10000 डॉलर से अधिक की बिक्री पर 10 प्रतिशत किराया के रूप में भुगतान करना पड़ेगा तो पिछली तिमाही की बिक्री क्या है 88000 डॉलर और इसमें से 10000 अलग से निकल देने से यह 78000 बचता है इसका 10 प्रतिशत 7800 है और इसमें 250 जोड़ देने पर कुल किराए की राशि 8050 डॉलर होगी जनवरी के महीने में 8050 किराए का भुगतान करना होगा यह दूसरा भुगतान है जो हम कर रहे हैं यह किराया भुगतान है अन्य संवितरण अब हैं मजदूरी और वेतन मजदूरी और वेतन कितना है मजदूरी और वेतन 15000 डॉलर हैं ये मजदूरी और वेतन स्पष्ट रूप से दिए गए हैं हमने कहीं और से नहीं उठाया है विविध व्यय विविध व्यय कितने हैं 2500 सही है इसलिए हम इसे एक नकारात्मक भाग के रूप में बंद कर रहे हैं और फिर हम इस केस में दिए गए एक और भुगतान को लेते है जो लाभांश हैं यहां जानकारी दी गई है कि 1500 डॉलर का नकद लाभांश का भुगतान तिमाही में किया जाना है 15 जनवरी से शुरू करके तो हम इस लाभांश का भी भुगतान करने जा रहे हैं यह राशि कितनी होगी 1500 और यह एक और भुगतान है जिसे हम यहां लाभांश के रूप में देने जा रहे हैं और हमें एक स्तम्भ बनाना होगा हालांकि हम यहां भुगतान नहीं कर रहे हैं वह है कि फिक्स्चर्स के लिए भुगतान हम इस जनवरी के महीने में इसका भुगतान नहीं करने जा रहे हैं लेकिन यहां स्तम्भ बनाते हैं ताकि आप यहां आंकड़ा लिख सकें जब यह खरीदा जा रहा हो आम तौर पर हम मार्च के महीने में खरीदारी करने जा रहे हैं इसलिए हम मार्च के महीने के लिए मूल्य डाल देंगे लेकिन यहां स्तम्भ बनाना होगा और फिर अब हमें कुल प्राप्तियों का पता लगाना होगा कुल स्रोत 47200 डॉलर है और खर्चों के विभिन्न मद हैं खरीद के लिए भुगतान 35550 किराया 8050 मजदूरी और वेतन 15000 डॉलर विविध 2500 डॉलर लाभांश 1500 डॉलर और जनवरी के महीने में फिक्स्चर्स शुन्य लेकिन यह मार्च के महीने में आएगा तो अब हमें यहां जो पता लगाना है वह है शुध्ह कैश प्राप्तियां संवितरण जो इस बात पर निर्भर करेगा कि अब क्या बैलेंस उपलब्ध है सारी नकद प्राप्तियां में से इन नकद भुगतानों को घटा देने के बाद यह ज्ञात हो जायेगा इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो शुद्ध शेष ऋणात्मक हो जाता है और वह नकारात्मक शेष राशि 15400 डॉलर हो जाती है इसका मतलब है कि हमारे भुगतान प्राप्तियों के मुकाबले 15400 डॉलर अधिक हैं हमारे भुगतान प्राप्तियों जो 47200 डॉलर है से 15400 डॉलर अधिक हैं तो यह अब नकारात्मक शेष है तो इसका मतलब है कि अब आप इसे परिचालन के लिए उपलब्ध नकदी को समायोजित करने के बाद नकदी की अधिकता या कमी के रूप में कह सकते हैं इस मामले में यह शुन्य है इसका मतलब है नकदी की अधिकता कमी है यह वही है क्योंकि कोई नकदी उपलब्ध नहीं है अन्यथा अगर परिचालन के लिए कुछ नकदी उपलब्ध है तो हम इस राशि का उपयोग करेंगे और फिर अंत में हम वास्तविक कमी का पता लगाएंगे लेकिन यहां यह एक ही आंकड़ा है तो यह आंकड़ा फिर से 15400 डॉलर है इस प्रकार यह राशि 15400 है तो अब 15400 का कुल घाटा होने जा रहा है और हमें अब कुछ स्रोत से इस राशि की व्यवस्था करनी है और आखिर वो कौन सा स्रोत होने जा रहा है हम जानते हैं कि वित्तपोषण की व्यवस्था बैंक से होने जा रही है तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं बैंक से उधार ले रहे हैं उधार कितना होगा बैंक से उधार 15400 की राशि है लेकिन शर्त यह है कि उधारी 500 डॉलर के गुणक में हो इसलिए हमें और 100 डॉलर उधार लेना होगा जो कि 15500 डॉलर उधार है यदि कोई अधिशेष है तो अगला स्तम्भ पुनर्भुगतान का होगा ऋण का पुनर्भुगतान कुछ भी नहीं है क्योकि हम इस महीने उधार ले रहे हैं इसलिए हमारे पास भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास कोई अतिरिक्त फण्ड नहीं है और फिर ब्याज का भुगतान हम ब्याज का कुछ भी भुगतान नहीं कर रहे हैं इसलिए यहां ब्याज के लिए कोई भुगतान नहीं है हम यहाँ ब्याज के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम केवल बैंक से 15500 डॉलर उधार ले रहे है ऋण का पुनर्भुगतान संभव नहीं है हम उधार नहीं चुका रहे हैं और जब हम मूलधन नहीं चुका रहे हैं तो हम उस पर कोई ब्याज भी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब अंत में ये है की आंकड़े शुन्य होंगे वित्तपोषण का कुल प्रभाव वित्तपोषण का कुल प्रभाव कितना है नकारात्मक उधार 15500 डॉलर हैं और अंत में हमें अंतिम नकदी शेष ज्ञात करना होगा अंतिम नकदी शेष कितना है यह 5000 डॉलर है अब यह प्रक्रिया जारी रहेगी हमारे पास प्रारभिक नकद शेष 5000 डॉलर का था और अंतिम नकदी शेष हमने ज्ञात कर लिया सभी प्राप्तियों और भुगतानों के लिए लेखांकन के बाद हम यह पता लगा पाए है कि हम इस महीने में नकदी की कमी का सामना कर रहे हैं हमें बैंक से 15400 डॉलर के अतिरिक्त भुगतान करने के लिए उधार लेना पड़ा इसलिए हमें 15500 डॉलर उधार लेने पड़े क्योंकि इसे 500 डॉलर के गुणक में उधार लेना पड़ता है और सब कुछ समायोजित करने के बाद हम यह जान सकते हैं कि जनवरी के महीने के लिए अंतिम नकदी शेष सिर्फ 5000 डॉलर है जो नकदी का प्रारंभिक शेष था जनवरी का अंतिम नकदी शेष फरवरी के महीने के लिए एक प्रारंभिक शेष बन जाएगा और फिर हम नकदी का न्यूनतम जमा रखेंगे और फिर हम अन्य चीजों को जोड़ देंगे इसलिए फरवरी के महीने के लिए इन सभी आकड़ो को बस जोड़ देना है मार्च के महीने के लिए और फिर हम तिमाही के अंत में अंतिम नकदी शेष की गणना करेंगे हो सकता है कि मार्च महीने के लिए अंतिम नकद शेष इस तिमाही के लिए अंतिम नकद शेष हो और उनका अंतिम नकद शेष आखिरकार तल पट पर चला जाएगा तो बाकी दो महीने फरवरी और मार्च का नकद बजट इन हम अगली कक्षा में तैयार करेंगे